चर्चा के अगले विषय में आपका स्वागत है जो लिनियर मेजरमेंट है इस व्याख्यान में हम एक छोटा सा परिचय देंगे जिसके बाद इसका पालन किया जाएगा हम लिनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटों सतह प्लेटों वी ब्लॉक ग्रेजुएट स्केल्स स्केल्ड इंस्ट्रूमेंट वर्नियर इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट और अंत में स्लिप गेज का डिजाइन करने की कोशिश करेंगे ये सभी लिनियर मेजरमेंट को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं इसलिए मापने वाले इंस्ट्रूमेंटों को या तो लाइन माप के लिए या ऐंड मेशरमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है हमने पहले देखा हम लाइन का अंत को कैसे बदलते हैं अंत को लाइन हम उन चीजों को हल करते हैं इसलिए जब हम लाइन मापन के बारे में बात करते हैं तो उदाहरण स्टील रूलर या वर्नियर कैलिपर के अलावा कुछ भी नहीं हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके दो सतहों के बीच की दूरी सपाट है इसलिए यह अंतिम माप हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि फ्लैट सतहें संपर्क में हैं और फिर हम लंबाई को मापने की कोशिश करते हैं उदाहरण स्क्रूगेज है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर मशीन की दुकानों और इंस्ट्रूमेंट कक्षों के साथ साथ शिक्षाविदों में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वालेलिनियर मेजरमेंटने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं कैलिपर्स और डिवाइडर जो लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी हैं कैलिपर आपके गेज प्लग गेज की तरह कुछ है इसलिए आप एक कैलिपर की कोशिश करते हैं आप डायमीटर निर्धारित करने की कोशिश करते हैं या आप एक घटक को मापने की कोशिश करते हैं डायमीटर सेट करते हैं इसे बाहर निकालते हैं और फिर इसे एक लाइन माप के सामने रखते हैं और आयाम लेने की कोशिश करते हैं डिवाइडर के साथ भी जो भी लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जो मूल रूप से डायमेंशन ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट हैं वे सीधे एक पैमाने पर लंबाई का माप प्रदान नहीं करेंगे इसलिए वे सीधे उपलब्ध नहीं होंगे लेकिन हम क्या करते हैं हम इसे कंम्पेरिटर की तरह कुछ लेने की कोशिश करते हैं एक कलम रखो आयामों को मापने की कोशिश करो और फिर जब आप इसे मापने यह सिर्फ एक गेज की तरह है तो तुम सिर्फ इसे अंदर धक्का देदो ठीक है डायमीटर ध्यान से लिख लें इसे बाहर खींच लें यह एक स्केल पर ले और इसे मापें लिनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है तो उदाहरण के लिए हम लाइनों ड्राइंग के लिए माप के लिए एक पैमाने का उपयोग करते हैं और यदि आप एक मिस्त्री से बात करें तो वह हमेशा माप टेप के संबंध में मापता है इसलिए ये सभी चीजें लिनियर मेजरमेंट हैं रैखिक माप इंस्ट्रूमेंट सटीकता और परिशुद्धता के लिए कड़े मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है अब आप सही और सटीक क्या है यह भेद कर पाएंगे उसी समय इंस्ट्रूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए किफायती अर्थों में बनाने के लिए मूल्य और कम कीमत को संचालित करने और अनुमति देने के लिए जितना संभव हो उतना सरल होना चाहिए तो यहाँ साधन यथासंभव सरल होना चाहिए देखें कि जब आपके पास कोई साधन होने का प्रयास किया जाता है तो इसके लिए कौन सी प्रमुख चीजें हैं पहली बात उसे उन मूल्यों को स्पष्ट रूप से दिखाना होगा जो आप प्राप्त करते हैं या मापते हैं अगला इसे उपयोग करने के लिए सरल होना है इसलिए इसका मतलब है यह कहने के लिए कि इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करने के लिए एक कौशल मजदूर की मांग नहीं करनी चाहिए तीसरी बात यह है कि इसकी माप में त्रुटिहीन और सटीक होना चाहिए इसके डेटा में अच्छी दोहराव होनी चाहिए इसे उपयोग से वेयर रेजिस्टेंस होना चाहिए आप यह किसी भी वातावरण में कहते हैं ठीक है यह किफायती होना चाहिए ताकि लोग इसे खरीद सकें तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए होनी चाहिए ठीक है यह स्पष्ट होना चाहिए इसे मापा मूल्यों को स्पष्ट रूप से दिखाना या प्रदर्शित करना चाहिए इसका उपयोग करना सरल होना चाहिए यह त्रुटिहीन होना चाहिए और यह सटीक भी होना चाहिए तो आप कहते हैं कि पुनरावृत्ति इन दो परिभाषाओं में मिलती है तो इसकी अच्छी पुनरावृत्ति होनी चाहिए इसलिए इसका मतलब है कि तंत्र जो भी आप उपयोग करते है उसे किसी भी बदलाव को गलत तरीके से लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसका उपयोग करने के लिए अच्छा वेयर रेजिस्टेंस होना चाहिए यह जितना संभव हो उतना किफायती होना चाहिए तो ये कुछ विशेषताएं या सुविधाऐं हैं जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रैखिक की अपेक्षा करते हैं इसे कोणीय होने दें लेकिन विशेष रूप से साधन में रैखिक माप इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन के लिए निम्नलिखित विचार हैं लाइन ग्रेजुएट किए गए इंस्ट्रूमेंट की माप सटीकता लाइन स्नातक की मूल सटीकता पर निर्भर करती है अत्यधिक मोटाई इसलिए स्नातक की लाइनों की अत्यधिक मोटाई या खराब परिभाषा इंस्ट्रूमेंटों से कैप्चर किए गए रीडिंग की सटीकता को प्रभावित करती है जो भी मैंने पहले स्पष्टता से कहा था किसी भी इंस्ट्रूमेंट एक स्केल को शामिल करना एक संदिग्ध है जब तक कि यह घिसने के खिलाफ मुआवजा प्रदान नहीं करता है तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए अच्छा घिस सहायता लाइन ग्रेजुएट की मूल सटीकता है अटैचमेंट प्रतिभा को बढ़ा सकती है इसका मतलब है यह कहना है कि आप इसमें ऐड ऑन मॉड्यूल रखने की कोशिश करें ताकि आप कई और अलग माप करने की कोशिश कर सकें तोअटैचमेंट अंदर हो सकता है साधन की बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ा सकता है हालाँकि एक इंस्ट्रूमेंट के साथ उपयोग किया जाने वाला प्रत्येक अटैचमेंट जब तक ठीक से तैनात नहीं किया जाता एसक्यूमीलेटेड इ्ररर में योगदान कर सकता है कहने का मतलब यह है कि आप अपने स्केल के लिए एक और अटैचमेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर अटैचमेंट ठीक से तय नहीं हुआ है तो एक त्रुटि होने वाली है तो यह त्रुटि आपको एक मूल्य देने वाली है जो मूल नहीं है जब वे मौजूद हों तो अटैचमेंट्स का उपयोग करें और उपस्थिति विश्वसनीयता में सुधार करती है क्योंकि वे त्रुटि की संभावना को कम कर देते हैं कैलीपर जैसे इंस्ट्रूमेंट अपनी सटीकता के लिए उपयोगकर्ता की भावना पर निर्भर करते हैं इसलिए जब आप शाफ्ट डालते हैं और फिर आप कैलिपर डालते हैं कैलीपर का ढीलापन या कैलीपर की जकड़न उस व्यक्ति की भावना पर आधारित होती है जो उपयोग करता है तो कैलिपर जैसे इंस्ट्रूमेंट उपयोगकर्ता की सटीकता के लिए उसकी भावना पर निर्भर करते हैं साधन की अच्छी गुणवत्ता विश्वसनीयता को बढ़ावा देती है लेकिन यह अंततः उपयोगकर्ता का कौशल है जो सटीकता सुनिश्चित करता है इसलिए यह कहने की जरूरत नहीं है कि लीनियर मेजरमेंट के लिए इन फीलर कैलिपर का उपयोग करते समय सटीक माप सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए संरेखण का सिद्धांत जो बहुत महत्वपूर्ण है एक एब्बे की एरर Abbe's errorके रूप में कुछ कहा जाता है संरेखण का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है संरेखण का सिद्धांत कहता है कि माप की रेखा और मापी जाने वाली आयाम की रेखा संयोग से होनी चाहिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यदि रेखाएं मेल नहीं खाती हैं तो यह एक छोटा कोण है जो आपको एक अलग देता है मूल्य उदाहरण के लिए यदि वे सहयोग नहीं हैं और यदि यह एक कोण पर झुका हुआ है तो sin θ∨cos θ मूल्य आधार को जोड़ा गया है जब आपको परिणाम मिलता है सिद्धांत अच्छा डिजाइन के लिए मौलिक है और माप की सटीक और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है लागत एक मुद्दा नहीं है डिजिटल डिस्प्ले को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि जब आप मैकेनिकल और फिर स्क्रू गेज का उपयोग करके दूसरे दशमलव और तीसरे दशमलव के बारे में बात करते हैं तो यह हमेशा मुश्किल होता जा रहा है इसलिए डिजिटल डिस्प्ले होना बेहतर है और अच्छे परिणाम पाने के लिए दूसरे और फिर तीसरे दशमलव में डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित होता है और निश्चित रूप से आज इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थिरता में बहुत सुधार हुआ है तो बैटरी जीवन और इन इलेक्ट्रॉनिक्स की पोर्टेबिलिटी भी बहुत बड़ी हो गई है जब भी मापा जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट और नौकरी की सतह के बीच एक संपर्क अपरिहार्य है तो विरूपण से बचने के लिए संपर्क बल इष्टतम होना चाहिए तो मैंने आपके पहले व्याख्यान के बाद काम करने के लिए क्या उदाहरण दिया है मैं आपको त्वचा की सतह की खुरदरापन को मापने या त्वचा की सतह के गुणों को मापने की कोशिश करता हूं तो त्वचा एक लोचदार सामग्री है इसलिए संपर्क बलों पर निर्भर करता है कि आप त्वचा पर क्या लागू करते हैंइसके तहत विक्षेपण और मूल्यों में परिवर्तन होगा साधनों का डायल संस्करण पढ़ने में सुविधा जोड़ता है तो डायल संस्करण का मतलब है हम अनुरूप के बारे में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बनाम डिजिटल रीडआउट डिजिटल रीडआउट प्रदान करता है जिसे पढ़ना और भी आसान है हालांकि इनमें से कोई भी स्नातक माप की सटीकता और विश्वसनीयता की गारंटी नहीं देता है जब तक कि बुनियादी सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है मूल सिद्धांत क्या है दोनों अक्सेस के बीच संयोग होता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आप इलेक्ट्रॉनिक के लिए जाना चाहते हैं तो यह डिजिटल है अन्यथा यह अनुरूप आउटपुट है तो यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे सतह प्लेट कहा जाता है सतह प्लेटों को आम तौर पर एक कठोर ठोस क्षैतिज फ्लैट प्लेट से बनाया जाता है जिसका उपयोग परिशुद्धता इंस्ट्रूमेंट के लिए एक संदर्भ प्लेन के रूप में किया जाता है देखें कि क्या होता है जब आप इन सभी मापों को करना शुरू करते हैं कम से कम एक डेटम फ्लैट होना चाहिए या एक डेटम संदर्भ होना चाहिए उदाहरण के लिए मैंने एक सतह प्लेट लगाई मैंने L वर्ग को पढ़ने के लिए रखा ठीक है और यहाँ यह एक सपाट सतह है अगर वहाँ किसी भी कोण है तो L वर्ग एक कोण पर होगा θ सही और यह θ मुझे एक मूल्य देने की कोशिश करेगा जो sin θ में L लंबाई है तो आपको एक अलग मूल्य मिलेगा इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि माप सही है हम हमेशा एक संदर्भ प्लेन के खिलाफ साधन को बटने की कोशिश करते हैं तो यह एक संदर्भ प्लेन है और सतह प्लेट एक संदर्भ प्लेन है जिसका उपयोग कई इंस्ट्रूमेंटों के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए एक ऊंचाई गेज को एक सतह प्लेट पर रखा गया है ठीक है एक सतह प्लेट की सटीकता बहुत अधिक है और इसका उपयोग आपकी नौकरी पर सभी मापों के लिए डेटम के रूप में किया जाता है उदाहरण के लिए यदि आप एक शाफ्ट डालना चाहते हैं यदि आप एक फ्लैट प्लेट लगाना चाहते हैं यदि आप कोई अन्य ऑब्जेक्ट डालना चाहते हैं और यदि आपके पास एक संदर्भ सतह है तो संदर्भ प्लेन को सतह प्लेट के खिलाफ बट जाना चाहिए सतह की प्लेट आमतौर पर कच्चा लोहा से बनाया जाता है और सतह प्लेट की सतह को हमेशा सख्त किया जाएगा ताकि इसमें बहुत अच्छा वेयर रेजिस्टेंस हो सतह की प्लेटें या तो कच्चा लोहा या ग्रेनाइट से बनाई जाती हैं तो क्यों कच्चा लोहे और ग्रेनाइट क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम है और हम ऐसा कुछ करते हैं जिसे स्क्रैपिंग ऑपरेशन कहा जाता है तो यहाँ हम गड्ढे बनाने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसे समतल बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है यह मिल नहीं होगा भले ही ग्रेनाइट सतह की प्लेटों को बेहतर माना जाता है कच्चा लोहा सतह प्लेटों का अभी भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि क्या होता है इन ग्रेनाइट हालांकि थर्मल विस्तार और सब बहुत अच्छा है यह प्रकृति में भंगुर है तो अगर बिल्कुल भी झटका लगता है या कुछ होता है तो यह टूटना शुरू हो जाएगा और यह टूट जाएगा कच्चा लोहा सतह प्लेट का उपयोग सटीकता की आवश्यक डिग्री के लिए ग्रेनाइट सतह प्लेटों को लैप करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया जाता है कास्ट आयरन बड़ी सतह प्लेटों पर लैपिंग मीडिया के साथ खुद को व्याप्त होने की अनुमति देता है तो हम हमेशा माप के लिए एक संदर्भ प्लेन के रूप में इन सतह प्लेटों का उपयोग कर रहे हैं तो जब हम कच्चा लोहा सतह प्लेटों के बारे में बात करते हैं वे या तो सादे या एलॉयड पास कणों का कच्चा लोहा का बना रहे हैं पसलियों के साथ प्रबलित शक्ति प्रदान करने के लिए तो पसलियाँ कहाँ हैं तो अगर आप इसे नीचे की तरफ देखते हैं तो यह बहुत भारी प्लेट है तो इसके नीचे आप देखते हैं कि यह कच्चा लोहा है जिसे आप यहाँ देख रहे हैं नीचे की तरफ आपको पसलियाँ दिखाई देंगी नीचे की तरफ आपको पसलियाँ दिखाई देंगी तो इन पसलियों और ताकत झुकने और बकसुआ के खिलाफ प्रदान कर सकते हैं क्योंकि यह एक बहुत छोटी सतह प्लेट है आपके पास मीटर से मीटर की सतह प्लेट हो सकती है इसलिए जब आपके पास मीटर लंबा मीटर बड़ा होता है तो तब झुकने और विक्षेपण की संभावना होती है ठीक है IS 2285 1991 संरचना का आकार और रिब के क्रॉस सेक्शनल विवरण और प्लेट की मोटाई को निर्दिष्ट करता है तीन ग्रेड हैं जो सतह प्लेट के लिए निर्मित होते हैं 0 I और II 0 और I मैं समतलता की आवश्यक डिग्री प्राप्त करने के लिए हाथ से बिखरे हुए हैं ग्रेड II प्लेटें सटीकता की आवश्यक डिग्री के लिए मशीन सुस्पष्टता किया जाता है स्क्रैपिंग एक ऑपरेशन है जिसमें हम इस सतह को सपाट बनाने की कोशिश करते हैं इसलिए हम जो करते हैं उसे स्क्रैप करते हुए हम घने बनाने और सामग्री को हटाने की कोशिश करते हैं और फिर हम फारसी नीले रंग को लागू करते हैं यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गड्ढों की एकरूपता और इसके साथ हम सतह के समतलता के लिए बाहर आने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों को स्क्रैप करके किया जाता है जब आप ग्रेड II में जाते हैं तो सटीकता बहुत अधिक होती है तो ये जो आयाम हैं जो उपलब्ध हैं ये ग्रेड हैं तो आप माइक्रोन में अधिकतम विचलन सपाटता देख सकते हैं 4 माइक्रोन 15 माइक्रोन ठीक है तो अनुमानित वजन जो आप देखते हैं वह बहुत भारी है तो यह मानक के अनुसार है तो ग्रेनाइट सतह प्लेटों ने कच्चा लोहा सतह प्लेटों को बदलना शुरू कर दिया है अधिकांश सतह प्लेटों को काले रंग से बनाया गया है जबकि गुलाबी ग्रेनाइट अगले पसंदीदा विकल्प है तो काला बहुत आम है तो यही कारण है कि जब आप एक CMM मशीन खरीदते हैं को ऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन तो आप सतह की प्लेटों को देखते हैं इस को ऑर्डिनेट मेजरमेंट मशीन का बेस हमेशा ग्रेनाइट होता है ओके ग्रेनाइट में कास्ट आयरन नेचुरल ग्रेनाइट के कई फायदे हैं जो हजारों सालों से खुले में सीजन किए गए हैं जो वॉरपेज या खराब होने से मुक्त हैं तो यह बहुत बेहतर है वॉरपेज कम है कच्चा लोहा जितना कठोर और तापमान से प्रभावित नहीं है इसलिए कच्चा लोहा की तुलना में ग्रेनाइट का अपना लाभ है और कच्चा लोहा कभी कभी जंग लगने की चपेट में आ जाता है तो यहाँ यह कोई जंग नहीं है और कोई चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव नहीं है और यहाँ यह बर्रस या फलाव से मुक्त है क्योंकि यहां बहुत महीन दाना संरचनाएं हैं तो यह बहुत उपयोग किया जाता है यह बहुत लोकप्रिय है और आज कच्चा लोहा की तुलना में लोगों ने ग्रेनाइट का उपयोग शुरू कर दिया है इसलिए इस मानक के अनुसार आप ग्रेड देख सकते हैं 00 0 1 और ये सभी माइक्रोन मिलीमीटर में हैं तो आप माइक्रोन में बदल सकते हैं और ये सभी वजन हैं जो वहां हैं इसलिए एक अलग उदाहरण के लिए यह 1500 में 1200 है जो लगभग 1000 किलो है जो कि यहां 900 किलो है तो यह थोड़ा कम है ठीक है लगभग यह कम हैठीक है अगला V Block है मुझे पहले V ब्लॉक दिखानें दे यह एक वी ब्लॉक है इसलिए यहां इस वी ब्लॉक में हम हमेशा एक सिलैंडरिकल टुकड़ा लगाने की कोशिश करते हैं और फिर यदि आप इसकी ऊंचाई मापना चाहते हैं तो आप इसे मापना शुरू कर सकते हैं यदि यह एक चुंबकीय सामग्री है तो आपको बस इतना करना है कि आप एक सपाट प्लेट लगाएं और फिर आप घुंडी को घुमाने की कोशिश करें और इसे इस तरह से चुम्बकित करें कि यह V खंड आपके पास जो भी हो सतह की प्लेट में मजबूती से जम जाए इसकी वजह है कि चुंबक मौजूद है इसलिए वी ब्लॉक का उपयोग नौकरियों के निरीक्षण में बड़े पैमाने पर किया जाता है जो सरक्यूलर क्रॉस सेक्शन वाले होते हैं तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आप ऊंचाई का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं आप अन्य चीजों का भी पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं सही इसलिए जैसे नौकरियों का निरीक्षण वी ब्लॉक का प्रमुख उद्देश्य माप को सक्षम करने के लिए एक सिलैंडरिकल वर्कपीस पकड़ना है अन्यथा आपके लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है एक सिलैंडरिकल सतह एक वी के किनारों पर मजबूती से टिकी हुई है और नौकरी की धुरी दोनों आधार और वी ब्लॉक के किनारों के समानांतर होगी आम तौर पर वी 90° होता है आपको 120 ° भी कुछ मामलों में मिलता है यहां यह स्टील से बना है जिसकी कठोरता 60 Rc है और फिर इसे पिसा जाता है इसका आकार 50 से 200 मिलीमीटर से भिन्न होता है सपाटता फूहड़पन समानता की सटीकता सभी बहुत कम है 5 माइक्रोन V ब्लॉक में 150 मिलीमीटर तक का हिस्सा है और इससे अधिक के लिए यह 01 है तो दो ग्रेड हैं ग्रेड A और ग्रेड B इसलिए उनकी सटीकता ग्रेड ए वी ब्लॉक के आधार पर 150 मिलीमीटर के लिए 5 तक की सपाटता आ गई है इसलिए बी ग्रेड की तुलना में ए ब्लॉक ग्रेड बहुत बेहतर है इसलिए मैंने आपको पहले ही समझाया है इसके बाद स्केल किए गए इंस्ट्रूमेंट हैं इसलिए अब तक जो हमने देखा था वह रैखिक था अब हम स्केल किए गए देखने जा रहे हैं पहले गहराई नापने का यंत्र है मुझे पहले आपको गहराई नापने का यंत्र दिखाने दे तो यह एक गहराई नापने का यंत्र है तो आपके पास कई ग्रेडयूएशंस हैं आपके पास एक पिन या एक प्लंजर है तो यह छेद के अंदर जाता है आप छेद के अंदर फिट होने की कोशिश करते हैं और इसी के अनुसार यह ऊंचाई को समायोजित करता है और फिर आप अंशांकन देख सकते हैं गहराई क्या है जिसे इसे एक छेद के अंदर से गुजरना पड़ता है और इसे मापना पड़ता है तो यह एक गहराई नापने का माप है तो गहराई नापने का यंत्र छेद खांचे और ताक़ को मापने के लिए पसंदीदा साधन है मान लीजिए यदि आपके पास एक अंधा छेद है यदि आप इसकी ऊंचाई को मापना चाहते हैं तो गहराई गेज एकमात्र संभावना है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जा सकता है ठीक है तो आपके पास छेद भी हो सकते हैं छेद के माध्यम से होता है आपके पास खांचे हो सकते हैं आपके पास ताक़ भी हो सकता है तो हम गहराई गेज का उपयोग करते हैं यह मूल रूप से अंशांकन की उपाधि प्राप्त रॉड या रूल के होते हैं जो आपके टी हेड या स्टॉक में स्लाइड कर सकते हैं रॉड या रूल को स्क्रू क्लैंप संचालित करके एक स्थिति में बंद किया जा सकता है जो पैमाने के सटीक पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है सिर का उपयोग ताक़ के कंधे को फैलाने के लिए किया जाता है इसलिए माप के लिए एक रेफरेंस प्वाइंट प्रदान करता है रॉड या नियम को ताक़ में धकेल दिया जाता है जब तक कि वह नीचे से टकराए नहीं स्क्रू क्लैंप रॉड को लॉक करने में मदद करता है और गहराई गेज को फिर वापस ले लिया जाता है और आप तदनुसार रीडिंग पढ़ते हैं और गहराई गेज एक सरल और सुविधाजनक तरीके से दुर्गम बिंदुओंको मापने के लिए उपयोगी है तो यह एक गहराई नापने का यंत्र है तो आप यहां देख सकते हैं कि अंशांकन और सबसे कम गिनती 1 माइक्रोन तक हो सकती है आम तौर पर यह 10 माइक्रोन होता है यह 1 माइक्रोन तक जा सकता है यह सबसे कम गिनती है सबसे कम गिनती क्या है कम से कम दो अंशांकन के बीच की दूरी कम से कम है अगला एक दिलचस्प बात है जो एक संयुक्त सेट है एक संयुक्त सेट में तीन डिवाइस बनाए गए हैं इसलिए अब तक हमने जो देखा वह केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट था V ब्लॉक राइट एक वी ब्लॉक एक फ्लैट प्लेट एक गहराई गेज शायद एक वर्नियर या स्क्रू गेज तो ये सभी चीजें व्यक्तिगत इंस्ट्रूमेंट हैं मान लीजिए अगर हम एक फ्लैट प्लेट या एक संदर्भ प्लेन के संबंध में कई विशेषताओं का पता लगाना चाहते थे तो हम संयुक्त सेट या संयोजन सेट के लिए जाना चाहेंगे एक संयोजन सेट में तीन डिवाइस निर्मित होते हैं एक वर्ग का एक संयोजन जिसमें एक वर्ग सिर और एक स्टील शासक एक प्रोट्रेक्टर सिर और एक केंद्र प्रमुख होता है इसके तीन हैं वे क्या हैं एक चौकोर सिर एक स्टील शासक एक प्रोट्रैक्टर सिर और एक केंद्र प्रमुख संयोजन चौकोर का उपयोग गहराई या ऊंचाई गेज के रूप में किया जा सकता है प्रोट्रैक्टर हेड को एंगल गेज या एंगल के रूप में जॉब के कोण को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एक गोल क्रॉस सेक्शन वाले जॉब के डायमीटर को मापने के लिए सेंटर हेड काम में लेता है तो क्या यह स्पष्ट है तो यहाँ एक चौकोर प्रोट्रैक्टर है और फिर सेंटर हेड ठीक है संयोजन वर्ग को एक गहराई या ऊंचाई नापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि कोण को मापने के लिए प्रोट्रैक्टर हेड का उपयोग किया जा सकता है एक गोल क्रॉस सेक्शन वाले जॉब के डायमीटर को मापने के लिए सेंटर हेड काम में आ सकता है एक संयोजन सेट एक स्टील शासक का बहुत उपयोगी विस्तार है स्टील शासक मूल रूप से लंबाई को मापने के लिए था इस गैर परिशुद्धता इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किसी भी प्रकार के उत्पादन निरीक्षण में शायद ही कभी किया जाता है यह अक्सर टूल रूम में टूल और डाई बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यह बहुमुखी है और एक दिलचस्प इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रैय वर्ग से विकसित हुआ है ट्रैय वर्ग क्या है ट्रैय वर्ग कुछ इस तरह है ठीक है ट्रैय वर्ग यह वर्ग है जो दो सपाट सतहों के बीच की चौकोरता की जाँच के लिए उपयोग किया जाता है यह ट्रैय वर्ग या T वर्ग है ठीक है लोग इसे ट्रैय वर्ग और T वर्ग कहेंगे तो यह वही है तो यहां एक वी ब्लॉक संयोजन सेट है यहां एक वी ब्लॉक है यहां एक कोण है जिसे आप मापना चाहते हैं और आप इसे संरेखित करके इसकी गहराई भी माप सकते हैं वे बहुत अद्भुत इंस्ट्रूमेंट हैं और वास्तव में आपको इसका उपयोग करने के लिए कौशल की आवश्यकता है तो लाभ यह है कि अगर आपके पास है तो मैं पुनः ड्रा करना चाहूंगा अगर आपको याद है कि मैं उसी घटक को फिर से तैयार करना चाहूंगा जिसकी हमने पिछली बार चर्चा की थी कोण 60 ±2°है यहाँ से यह शायद 40 ± 01 है तो इसमें अगर आप देखते हैं कि एक कोण है एक ऊंचाई मापी जानी है एक गहराई भी है एक गहराई है ठीक है तो यह यहाँ पर है तो आपके पास एक गहराई है आपके पास एक कोण है आपके पास मापने के लिए लंबाई है तो फिर इस शॉट में इस कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग करके मापा जा सकता है तो यह इस पैमाने पर स्लाइड होता है यह भी आप एक वी ब्लॉक सेट कर सकते हैं तो यह सिलैंडरिकल घटक यह एक कोण पर है इसलिए जब आप इसका संयोजन करते हैं तो आप इसका परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं अगले एक कैलीपर है एक कैलीपर मूल रूप से आयाम लेने के लिए है लेकिन यह आपको मूल्यों नहीं देगा यह केवल आयाम लेना है आकार लेना है और फिर इसे स्थानांतरित करना है इसलिए ऐसे कई काम हैं जिनके आयामों को अकेले स्टील शासक के साथ नहीं मापा जा सकता है इसलिए हम हमेशा एक परिपत्र क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन की जाॅब के लिए प्रयास करते हैं जो हम स्पष्ट स्टील शासक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं तो फिर हम एक कैलीपर के लिए जाते हैं अकेले स्टील शासक का उपयोग करके माप बनाने का प्रयास त्रुटि पैदा करेगा चूंकि स्टील रोलर को सटीकता के आवश्यक डिग्री के लिए जाॅब के दौरान पूरी तरह से तैनात नहीं किया जा सकता है एक विकल्प एक संयोजन सेट का उपयोग करना है हालाँकि इस तरह के माप को शासक पर स्थानांतरित करने के लिएकैलिपर्स मूल स्थानांतरण इंस्ट्रूमेंट हैं वे आसानी से जाॅब के डायमीटर को पकड़ सकते हैं जो कि कैलीपर के पैरों के बीच अधिकतम दूरी के रूप में मैन्युअल रूप से पहचाना जा सकता है जो कि जाॅब के डायमीटर पर स्लाइड कर सकता है कैलिपर्स स्नैप गेज की तरह होते हैं राइट इसलिए भले ही उत्पादन निरीक्षण में कैलिपर्स का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है लेकिन वे इंस्ट्रूमेंट कक्ष में बहुत व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं तो संयोजन सेट भी ऑपरेशन में है बहुत कठिन संयोजन सेट है फिर हम कैलिपर के बारे में बात करते हैं इन सभी का उपयोग टूल रूम में किया जाता है टूल रूम वे कमरे होते हैं जिनमें किसी इंस्ट्रूमेंट को पीसने या निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है जिसे नियमित प्रक्रिया लाइन में उपयोग किया जा सकता है या वे इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए डाई इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए धातु का एक इंस्ट्रूमेंट है इसलिए वे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और फिर वे नियमित उत्पादन समय देते हैं या वे HSS टूल लेने की कोशिश करते हैं या शायद HSS ड्रिल लेने की कोशिश करते हैं या वे एक लैपिंग टूल बनाने की कोशिश करते हैं तो इन सभी चीजों को एक टूल रूम में किया जाता है इसलिए यहाँ वे इस कैलीपर का उपयोग करते हैं तो कैलीपर दो चीजों का हो सकता है एक फर्म संयुक्त है और दूसरा स्प्रिंग आधारित है आप यह भी देख सकते हैं कि कंपास या डिवाइडर फर्म जोड़ों और स्प्रिंग जोड़ों हैं फिर से फर्म में यह कैलीपर के बाहर हो सकता है यह कैलीपर के अंदर हो सकता है यह OD के लिए है यह ID के लिए है ठीक है तो इसी तरह स्प्रिंग के साथ भी आपके पास चार OD और ID हो सकते हैं और आपके पास फर्म ज्वाइंट कैलीपर और ट्रांसफर कैलिपर भी हैं ये चीजें केवल उन मूल्यों को स्थानांतरित करने के लिए हैं जहां आपके पास इस माप की देखभाल करने का एक पैमाना भी होगा इसलिए ये विभिन्न प्रकार हैं तो यह आवक है यह बाहर की ओर है और यह भी है कि आप एक लगाव डालने की कोशिश कर सकते हैं और इसे आवक बना सकते हैं या आप इसे बाहरी आयाम बना सकते हैं चर्चा का अगला साधन वर्नियर कैलिपर है इस इंस्ट्रूमेंट को अब तक सटीकता की कमी के कारण गैर परिशुद्धता इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है लेकिन उनके प्रवर्धन की कमी के कारण एक स्टील शासक 1 मिलीमीटर तक सटीक माप कर सकता है सबसे अच्छा यह 05 मिलीमीटर तक जा सकता है अगर आप इससे कम जाना चाहते हैं तो हमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जैसे इंस्ट्रूमेंटों का उपयोग करना होगा यह अपने डिजाइन में अंतर्निहित सीमा के कारण बहुत बेहतर स्तर पर आयामों में भिन्नता के प्रति संवेदनशील नहीं है दूसरी ओर वर्नियर इंस्ट्रूमेंट्स वर्नियर स्केल सिद्धांत के आधार पर सटीकता की बहुत महीन डिग्री तक माप सकते हैं दूसरे शब्दों में वे आयामों में बेहतर बदलाव ला सकते हैं और सटीक इंस्ट्रूमेंटों के रूप में ब्रांडेड हो सकते हैं तो अब तक हमने क्या चर्चा की हमने कैलिपर के बारे में चर्चा की ठीक है हमनेलिनियर मेजरमेंटने वाले शासक के बारे में चर्चा की हम संयोजन के बारे में चर्चा कर रहे थे ठीक है ये सभी चीजें अत्यधिक सटीक नहीं थीं लेकिन जब आप इस वर्नियर में आते हैं तो हम बहुत उच्च परिशुद्धता रखते हैं तो हम गणना करते हैं वर्नियर कैलिपर्स सबसे कम गिनती गिनते हैं तो न्यूनतम लंबाई या मोटाई जिसे वर्नियर के साथ मापा जा सकता है उसे सबसे कम संख्या सबसे कम गिनती कहा जाता है TFT मॉनीटर के लिए सबसे कम संख्या क्या है 1 पिक्सेल है ठीक है जब आप तेजी से प्रोटोटाइप के बारे में बात करते हैं तो यह क्या है इसे वोक्सल कहा जाता है ओके जब आप एक सामान्य पैमाने के बारे में बात करते हैं जो आप मापने के लिए उपयोग करते हैं तो दो स्नातक के बीच जो सबसे कम गिनती है वर्नियर इंस्ट्रूमेंट के लिए कम से कम गणना निम्न चरण को करके पता की जा सकती है तो हम क्या करते हैं n वीएसडी n minus1 एमएसडी के बराबर वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन है तो एन एमएसडी द्वारा एन माइनस 1 के बराबर 1 वीएसडीमुख्य स्केल डिवीजन तो सबसे कम गिनती कुछ भी नहीं है लेकिन 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी वर्नियर स्केल डिवीजन तो सबसे कम गिनती 1 एमएसडी माइनस एन माइनस 1 by एन एमएसडी सही है और फिर यह सबसे कम गिनती 1 माइनस एन माइनस 1 एन एमएसडी द्वारा लिखा जा सकता है n Vernier Scale Division VSD Main Scale Division MSD n वर्नियर स्केल प्रभाग वी एस डी मुख्य स्केल प्रभाग एमएसडी 1 VSD MSD Least Count 1 MSD - 1 VSD Least Count 1 MSD n−n1 MSD Least Count 1 MSD Least Count Total Reading MSD VC × LC कुल पठन MSD VC × LC जहाँ MSD मुख्य स्केल डिवीजन VS वर्नियर स्केल तो तो सबसे कम गिनती 1 MSD by n के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए कुल जो कुछ भी हम इसे करते हैं वह MSD प्लस वर्नियर पैमाना है तो यहाँ मुझे संक्षिप्त रूप में समझाता हूं MSD मुख्य स्केल डिवीजन या MSR मुख्य स्केल रीडिंग का मुख्य पैमाना है LC Least Count है और VC वर्नियर स्केल है ठीक है यदि आप इसे वीसीडी के रूप में कॉल करना चाहते हैं यदि आप इसे कॉल करना चाहते हैं तो मेरा मतलब है कि मैं इसे VSD के रूप में इसके वर्नियर स्केल डिवीजन के रूप में कहता हूं ठीक है इसलिए इस तरह हम किसी दिए गए वर्नियर के लिए LC की गणना करने का प्रयास करते हैं यह n द्वारा 1 MSD 1 MSD by n है n डिवीजनों की संख्या का मतलब है तो वर्नियर कैलिपर में 2 भाग होते हैं एक ठोस एल के आकार के फ्रेम पर मुख्य रूप से उकेरा गया है फिर आपके पास एक वर्नियर स्केल है जो मुख्य पैमाने पर फिसल रहा है तो यह मुख्य स्केल है तो मान लें कि एक ब्लॉक है जो इस पर स्लाइड करता है ठीक तो यह वही है जो वर्नियर स्केल है वर्नियर की स्लाइडिंग प्रकृति ने इसे एक और नाम दिया है जिसे स्लाइडिंग कैलीपर कहा जाता है मुख्य पैमाने को 1 मिलीमीटर तक कम से कम गणना में मिलीमीटर में स्नातक किया जाता है वर्नियर ने स्नातक उत्कीर्ण किए हैं जो या तो एक आगे वर्नियर या एक पिछड़े वर्नियर हैं वर्नियर कैलिपर को संवेदनशीलता के आधार पर स्टेनलेस स्टील या टूल स्टील से बनाया जाता है तो यह मुख्य स्केल रीडिंग है और यह वर्नियर स्केल विभाजन है ठीक है यदि आप यहां एक घटक रखते हैं तो सबसे पहले हम जो करते हैं वह बाहरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका उपयोग आंतरिक के लिए किया जा सकता है उदाहरण के लिए मैं एक शाफ्ट एक घटक कुछ इस तरह से रख सकता हूं तो आप इसे बाहरी के लिए उपयोग कर सकते हैं यह बाहरी के लिए है और यह आंतरिक सुविधाओं के लिए है सबसे पहले हम इसे मुख्य स्केल के विभाजन में स्लाइड करते हैं और फिर हमें जो मिलता है उसे देखने की कोशिश करते हैं 0 का मान क्या है इसलिए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि मिलीमीटर क्या है और फिर हम क्या करते हैं कि इस स्नातक स्तर पर जो भी मुख्य स्केल विभाजन पर है उसके संबंध में हम इस स्नातक से मिलान करने का प्रयास करते हैं जब कोई भी एक ग्रैजुएशन मिलता है फिर हम क्या करते हैं हम इसे लेते हैं फिर हम इसे जोड़ते हैं और फिर वर्नियर स्केल डिवीजन लेने की कोशिश करते हैं आपके पास वर्नियर डेप्थ गेज भी है वर्नियर डेप्थ गेज एक अधिक बहुमुखी इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग इस छोटे तक मापने के लिए किया जा सकता है आधार की निचली सतह में छेद और आला के ऊपरी पैमाने के खिलाफ एक कुंद रूप होता है इसलिए हमने पहले ही चर्चा की है तो इसमें स्लाइड करने के लिए पेच है और फिर इसे ढीला करें मुख्य पैमाना कम है और फिर लागू होने के लिए अत्यधिक बल से बचना चाहिए ताकि यह विक्षेपित न हो तो यह एक गहराई नापने का यंत्र है तो यहां शायद यह घटक के खिलाफ टिकी हुई है या जो कुछ भी है तो यह एक घटक है यह गहराई है और फिर से यह एक मुख्य पैमाने विभाजन है और यह वर्नियर स्केल विभाजन है पहली स्लाइड में 0 मान मिलता है और फिर हम एक मैचिंग वैल्यू को कुछ फैक्टर से गुणा करते हैं जो यहां दिया गया है इसलिए इस 005 डिवीजन के साथ हम गुणा करते हैं और फिर हम उत्तर पाने की कोशिश करते हैं वर्नियर ऊंचाई गेज हम पहले ही देख चुके हैं इसलिए मैं गहराई से कवर नहीं करना चाहता यह समान है इसलिए यदि आप यहां देखते हैं तो एक पेंच है जो आप इसे डालते हैं जब यह हिस्सा संदर्भ प्लेन के खिलाफ हिट करता है तो आप इसे कसते हैं और फिर पैमाने को हटा देते हैं और देखते हैं कि रीडिंग क्या है वर्नियर ऊंचाई गेज यह एक ही है इसलिए मुझे इस पर गहराई से जाने की जरूरत नहीं है तो यह एक वर्नियर गहराई नापने का यंत्र है और बहुत इसी तरह से आप भी वर्नियर ऊंचाई नापने का यंत्र है ठीक है मैं वर्नियर ऊंचाई नापने का यंत्र है तो यहाँ एक वर्नियर ऊंचाई गेज है जिस तरह से एक सतह प्लेट पर रखा जा सकता है यह एक सतह की प्लेट जहां आधार पर सतह पर संदर्भ और फ्लैट एक दूसरे के साथ बटड कर रहे हैं ताकि इस प्लेन के लिए आप किसी भी कोण में θ मूल्य नहीं मिलता है तो यहां एक ऊंचाई गेज है फिर से गहराई गेज की एक ही अवधारणा है आपके पास यहां एक वर्नियर है आपके पास यहां एक मुख्य पैमाने विभाजन है और यहां आप अपनी अंतिम सतहों को डालने की कोशिश कर सकते हैं या आप एक छोटा सा संलग्नक बनाने की कोशिश कर सकते हैं और यहां तक कि एक सिलैंडरिकल डालो और इसे मापना शुरू करें उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक सपाट प्लेट है और यदि आप कुछ अनुप्रयोगों के लिए लाइनों को मापना और रेखा चित्र करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं हम इस काम चीज को मशीन बनाने और सतह को सपाट बनाने की कोशिश करते हैं और फिर इसे एक सतह प्लेट पर रखते हैं और फिर ऊंचाई नापने का यंत्र उपयोग करते हैं और फिर हम सतह के शीर्ष पर रेखा को लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हम अंकन प्राप्त करने का प्रयास करें तो अब इसके साथ या तो आप पंच कर सकते हैं या आगे की मशीनिंग के लिए अपनी पसंद का कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं तो आइए हम इस समस्या को हल करने के लिए एक सरल उदाहरण लें तो एक वर्नियर कैलिपर का एक जबड़ा बिना किसी अनुचित दबाव के कैलोरीमीटर की भीतरी दीवार को छूता है और जिस तरह से आप इन सभी इंस्ट्रूमेंटों का उपयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करता है कि आप जबरदस्त दबाव लागू नहीं करते हैं इसीलिए स्क्रू गेज में अगर आप शाफ्ट को अंदर डालने के बाद देखते हैं तो हम स्क्रू को घुमाना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में जब हम वर्नियर स्क्रू हेड को घुमाना शुरू करते हैं तो हम बस क्लिक साउंड की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि क्लिक साउंड एकसमान दबाव को लागू करने की कोशिश करेगा सिलैंडरिकल घटक के शीर्ष पर वर्नियर स्केल के शून्य या मुख्य पैमाने पर पढ़ने की स्थिति 348 है वर्नियर स्केल डिवीजन का 6 वां भाग किसी भी मुख्य स्केल डिवीजन के साथ मेल खाता है कैलिपर का वर्नियर स्थिरांक 001 सेंटीमीटर है कैलोरीमीटर का वास्तव में आंतरिक डायमीटर का पता लगाएं जब यह देखा जाता है कि वर्नियर स्केल में माइनस 003 सेंटीमीटर की 0 त्रुटि है इसका मतलब है यह कहने के लिए कि कोई वाद्य त्रुटि है समय के साथ घिस पिस हो गया है इसलिए वे यह पता लगाते हैं कि माइनस 03 की त्रुटि है तो अब हम समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो मुख्य पैमाना रीडिंग 348 सेंटीमीटर के बराबर है मैं इसे यहां सेंटीमीटर भी ले जाऊंगा ठीक है फिर सबसे कम गिनती 001 सेंटीमीटर के अलावा और कुछ नहीं है तो वर्नियर 6 th डिवीजन के साथ संयोग है जो कुछ भी नहीं है अब रीडिंगजो कुछ भी दिखा रहा है वह रीडिंग कुछ भी नहीं है एमएसडी रीडिंग मेन स्केल रीडिंग या यदि आप एक मुख्य पैमाना कहना चाहते हैं तो आप इसे मुख्य पैमाना रीडिंग कह सकते हैं मैं इसे MSR में बदल दूंगा मुख्य पैमाना रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल LC में मेल खाता है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन 348 प्लस 6 गुणा 001तो जो 354 सेंटीमीटर के अलावा कुछ भी नहीं है Main scale reading 348 cm Least Count 001 cm Vernier Coinciding 6 Measured Reading Main Scale Reading Vernier Coinciding × LC मापा पढ़ना मुख्य पैमाने पर पढ़ना वर्नियरमेल खाता है×एलसी 348 6 × 001 • 354 cm Corrected Reading Measured Reading - Error सही पठन मापा पढ़ना त्रुटि • 354 −¿ −¿003 • 354 003 • 357 cm इसलिए सही रीडिंग इसलिए है क्योंकि हमने कहा था कि इसमें कोई त्रुटि है इसलिए सही रीडिंग शून्य त्रुटि को पढ़ने के बराबर है जो 354 शून्य से 003 के अलावा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी नहीं है लेकिन 354 प्लस 003 जो 357 सेंटीमीटर है इसलिए सही रीडिंग यह होगा इसलिए इस समस्या के लिए यह एक बहुत ही तुच्छ समस्या है मुख्य पैमाने पर रीडिंग के अलावा LC में Vernier संयोग है तो हमें यह मिल गया इसलिए अब हम जो कहते हैं वह यह है कि यह माइनस वैल्यू है इसलिए माइनस 0 त्रुटि रीडिंग इसलिए इस माइनस की भरपाई हो जाती है इसलिए यह प्लस हो जाता है और फिर अंतिम उत्तर 357 है हमें हल करने के लिए एक और देखा समस्या ले वर्नियर कैलिपर का मुख्य पैमाना मिलीमीटर में कैलिब्रेट किया जाता है और मुख्य पैमाने के 19 डिवीजन वर्नियर स्केल के 20 डिवीजनों के बराबर होते हैं इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा सिलेंडर के डायमीटर को मापने में मुख्य पैमाने विभाजन 35 डिवीजनों को पढ़ता है और वर्नियर स्केल का चौथा डिवीजन मुख्य स्केल डिवीजन के साथ मेल खाता है एलएस एलसी खोजें और सिलेंडर के रेडियस को ढूंढें तो पहले हमें यह पता लगाने के लिए कम से कम गिनती ले कम से कम गिनती इसलिए यह मुख्य पैमाने विभाजन के अलावा कुछ भी नहीं है जो 01 सेंटीमीटर के अलावा कुछ भी नहीं है और यदि आप 20 वर्नियर स्केल डिवीजन चाहते हैं तो यह 19 एमएसडी के बराबर है तो वीएसडी 19 by 20 एमएसडी के अलावा कुछ भी नहीं है जो 0095 सेंटीमीटर के अलावा कुछ भी नहीं है ठीक है यह सबसे कम गिनती है क्या यह सही है यह वीएसडी है कम से कम गिनती एमएसडी माइनस वीएसडी के अलावा कुछ भी नहीं है जो 01 मैनस 0095 के अलावा कुछ भी नहीं है जो 0005 सेंटीमीटर के अलावा कुछ भी नहीं है यह सबसे कम गिनती है इसलिए अब सिलेंडर के दायरे का पता लगाने की कोशिश करते हैं • Least Count सबसे कम गिनती MSD 01 cm 20 VSD 19 MSD VSD MSD 0095 cm • 01 - 0095 • 0005 cm • Radius of Cylinder सिलेंडर का दायरा Main Scale Reading 36 mm 35 cm मुख्य स्केल रीडिंग 36 मिमी 35 सेमी Diameter MSR VC × LC डायमीटर एमएसआर VC × LC • 35 4 × 0005 • 35 002 • 352 cm Radius 176cm अब सिलेंडर का रेडियस तो यहां मुख्य पैमाने पर रीडिंग ३५ मिलीमीटर के बराबर है जो कुछ भी नहीं है लेकिन ३५ सेंटीमीटर है क्योंकि मैं इसे एक समान मानक बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो डायमीटर कम से कम गिनती में मुख्य पैमाने पर पढ़ने के साथ साथ वर्नियर संयोग के बराबर है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन 35 प्लस वर्नियर 4 है और सबसे कम गिनती 0005 है इसलिए यह 35 प्लस 002 के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए यह 352 सेंटीमीटर है इसलिए हम रेडियस पूछ रहे हैं और आपको यहां जो मिलता है वह डायमीटर है इसलिए 352 बाय 2 जो 176 सेंटीमीटर ठीक है यह भी एक बहुत ही साधारण समस्या है इसलिए अब आप देखिए कि हमने कुछ वास्तविक समय उदाहरण दिए हैं इसलिए आप इसे मापते हैं आपको कौनसा विभाजन से मिलता है कि आप कम से कम गिनती का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सिलेंडर के रेडियस का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए अगले हम बाहर माइक्रोमीटर की ओर बढ़ेंगे बाहर माइक्रोमीटर स्थिर के साथ एक सी फ्रेम के साथ होते हैं इसलिए यह बाहरी माइक्रोमीटर है इसलिए लोग इसे स्क्रू गेज् कहते हैं ठीक है इसलिए यहां यह 0 से 25 है यह उनके द्वारा दी गई सबसे कम गिनती है इसलिए यह मुख्य स्केल है और यह वर्नियर स्केल है या यहां वह पेंच है तो हम क्या करते हैं हम घटक यहाँ रखते हैं और फिर हम घूर्णन शुरू करते हैं और फिर एक बार यह बहुत करीब आ जाता है यह बहुत तंग है तो हम इस घुंडी घूर्णन शुरू करते हैं जब तक हमें एक क्लिक ध्वनि मिलता है जिस पल हमें एक क्लिक ध्वनि मिलता हैयह विचार है कि एक समान दबाव लागू किया जाता है इसलिए हम इसे हल करने के लिए मुख्य पैमाने और वर्नियर स्केल की रीडिंग को रोकते हैं और देखते हैं इसलिए इसमें स्टेशनरी एनविल और एक चलती धुरी के साथ एक सी फ्रेम होता है इसलिए यह एक स्थिर एंविल है और यह एक चलती धुरी है धुरी आंदोलन एक सटीक जमीन पेंच द्वारा नियंत्रित किया जाता है धुरी चलती है क्योंकि यह एक स्थिर धुरी नट में घूमता है स्नातक पैमाने स्थिर स्लीव और घूर्णन थिंबल पर लगे हुए है थिंबल का 0 वां निशान आस्तीन के शून्य वें डिवीजन के साथ मेल खाता है जब वार्षिक और धुरी चेहरे को एक साथ लाया जाता है इसलिए इससे पहले कि आप मापना शुरू करें आपको यह भी एक दूसरे के करीब लाना चाहिए यह देखने की कोशिश करें कि क्या यह 0 और यह 0 मैच हैं इसलिए कि आप 0 0 प्राप्त करने की कोशिश करते हैं यदि आप त्रुटि को नोट करने और सुधार करने की कोशिश नहीं करते हैं तो वर्नियर माइक्रोमीटर इसलिए यह माइक्रोमीटर के बाहर है तो अगला वर्नियर माइक्रोमीटर है तो यह वर्नियर माइक्रोमीटर है आप यहां देखते हैं जहां वर्नियर स्केल और आप थिंबल देखते हैं थिम्बल एक नट है जो जुड़ा हुआ है ठीक है और यहां एक स्लीव का पैमाना है जो वहां है इसलिए यह मास्टर मुख्य पैमाना है इसलिए हम जिस माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं वह 00 या 10 माइक्रोन के सर्वश्रेष्ठ को सटीक प्रदान कर सकता है माइक्रोमीटर पर एक वर्नियर स्केल रखने से हमें अगले दशमलव स्थान पर रीडिंग की अनुमति देता है तो यहां यह अगले वर्नियर में जाता है जो हमें अगले दशमलव स्थान पर ले जाता है इसलिए आप इस वर्नियर माइक्रोमीटर का उपयोग करके 1 माइक्रोन तक सटीक रूप से माप सकते हैं तो यह वही है जो थिंबल स्केल है और यहां स्नातक हैं और यहां स्लीव है डिजिटल माइक्रोमीटर नवीनतम है जो अस्पष्टता से बाहर निकलने या कोण को मापने के लिए है कि यदि सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है तो आपको दो अलग अलग मूल्य मिल सकते हैं इसलिए इससे बाहर निकलने के लिए आजकल हम डिजिटल माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हाल के दिनों में एक बहुआयामी डिजिटल माइक्रोमीटर बहुत लोकप्रिय रहा है रीडिंग को मापने में बहुत आसान है एक बटन का धक्का दशमलव से इंच तक पढ़ने को परिवर्तित कर सकता है और इसके विपरीत आज भी लोग दशमलव का इस्तेमाल करते हैं इसलिए कुछ लोग मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग माप के लिए इंच का इस्तेमाल करते हैं तो एक इंच के 1 चौथाई 3 एक इंच की 4 से इसलिए बटन को धक्का देकर आप जल्दी से मानों को स्वैप कर सकते हैं जो सामान्य मैनुअल डिस्प्ले में आपके लिए संभव नहीं है धुरी की किसी भी स्थिति को 0 सेट किया जा सकता है और सहिष्णुता निर्दिष्ट किए बिना नौकरी का निरीक्षण करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जा सकता है कहने का मतलब है आपके पास एक मानक है जो आपने बनाया है कि आपके पास एक मानक है और फिर आप क्या करते हैं आप डिजिटल के बटन को रीसेट करते हैं और इसे 00 के रूप में बनाते हैं और इसलिए उस 25 से आप अकेले भिन्नता सिर्फ जांच करने की कोशिश करते हैं इंस्ट्रूमेंटों को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है और इसका उपयोग आज मीन मानक विचलन और श्रेणी जैसी सांख्यिकीय जानकारी देने के लिए भी किया जा सकता है मीन डेटा का औसत है डेटा के वितरण के बारे में मानक विचलन वार्ता सीमा न्यूनतम और अधिकतम मूल्य है जो यह कर सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि यह तीन दशमलव तक जा सकता है तो यहां ये कुछ ऐसा है जिसका उपयोग इंच से मिलीमीटर और अन्य चीजों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है तो यहां सबसे कम गिनती है जो प्रदर्शित की जाती है जो माइक्रोमीटर के अंदर 1 माइक्रोमीटर के बारे में बात करती है इसलिए 5 से 25 मिलीमीटर तक बहुत छोटे माप बनाने के लिए अंदर माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है यह अंदर का माइक्रोमीटर है इसलिए हमारे यहां जो कुछ भी था वह बाहर था इसलिए आपके पास एक इनसाइड माइक्रोमीटर भी हो सकता है बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट समान हैं तो आपके पास एक मुख्य पैमाने पर रीडिंग होगा आपके पास थिम्बल थिम्बल पेंच होगा इसलिए ये वर्नियर स्केल रीडिंग हैं और फिर आप मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इसलिए यह एक अन्य प्रकार का अंदर माइक्रोमीटर है इसलिए यह थोड़ा अधिक अंत है इसलिए यह इंस्ट्रूमेंट अबे के कानूनAbbes law अबे की त्रुटि Abbes errorका पालन करना पसंद करता है हम उस थोड़ी देर बाद देखेंगे अबे का कानून और एक अंदर माइक्रोमीटर की धुरी भी माप की अपनी लाइन है इसलिए अब्बे का कानून बहुत ज्यादा है इसलिए अबे का कानून मूल रूप से यह सुनिश्चित करना है कि माप में कोई कोण त्रुटि न हो यह सिलेंडर के अंदर के डायमीटर को मापने के लिए उपयोगी है इस अंदर डायमीटर सेट कई सामान आप इसे करने के लिए जोड़ सकते हैं मुख्य इकाई मापने वाला सिर है जिसमें एक थिम्बल होता है जो एक बैरल पर चलता है जो बाहरी माइक्रोमीटर के मामले के समान होता है इसलिए यहां थिंबल है तो यहां एक संचलन हो रहा है जो हो रहा है आप इसे लॉक कर सकते हैं और यहां आप सटीकता देख सकते हैं इंच के मामले में और मिलीमीटर में कम से कम गिनती इसलिए कई ऐड ऑन जोड़े जा सकते हैं ताकि यह मूल्यों को ठीक से माप सके इसलिए गहराई माइक्रोमीटर हम पहले ही देख चुके हैं इसलिए यह गहराई माइक्रोमीटर है तो फिर से एक थिम्बल के साथ आपके पास मुख्य पैमाने पर रीडिंग है और आपके पास वर्नियर है इसलिए एक और चीज है जिसे फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर कहा जाता है एक फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग थ्रेड प्लग गेज के सटीक माप के लिए किया जाता है इसलिए थ्रेड को मापना भी एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है इसलिए थ्रेड प्लग गेज को मापने के लिए इस फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है इस तरह के बाहर डायमीटर पिच डायमीटर रूट डायमीटर के रूप में गेज आयाम सभी इस इंस्ट्रूमेंट के साथ मापा जाता है इसलिए अब तक हम जो माप रहे थे वह केवल लंबाई गहराई ऊंचाई है लेकिन अब आप देखते हैं कि हम भी थ्रेड को मापने की कोशिश कर रहे हैं कैरिज में एक माइक्रोमीटर होता है जिसमें एक तरफ फिक्स्ड स्पिंडल होता है और दूसरी तरफ माइक्रोमीटर का मूविंग स्पिंडल होता है इसलिए यह एक फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर है इसलिए इसमें कैरिज है इसमें एक माइक्रोमीटर है जिसमें एक तरफ एक फिक्स्ड स्पिंडल है और दूसरी तरफ तैर रही है केंद्रों के बीच लगे प्लग गेज की धुरी के समानांतर दिशा में गति को सुविधाजनक बनाने के लिए गाड़ी फैन ग्रौंड वी गाइडवे या एंटी फि्रिकशनल गाइडवे पर चलती है इसलिए ऑब्जेक्ट केंद्रों के बीच आयोजित किया जाता है और फिर आप इस माइक्रोमीटर का उपयोग करके रूट डायमीटर थ्रेड प्रोफाइल को मापने की कोशिश करते हैं माइक्रोमीटर में 0002 मिमी की कम से कम गिनती का एक गैर स्थिर स्पिंडल है 02 इसका मतलब है माइक्रोन कहने के लिए यह इंस्ट्रूमेंट गेज अंशांकन प्रयोगशालाओं में थ्रेड प्लग गेज मापन के लिए बहुत उपयोगी है जो NABL मान्यताओं में हैं जो वहां मौजूद हैं इसलिए यह एक अस्थायी प्रकार है तो यहां आप जो देखते हैं वह एक डिवाइस है तो और फिर आप इसे माप सकते हैं इसलिए यहां आप इसे दो केन्द्रों के बीच रख देते हैं और फिर हम इसे तंग करते हैं हम इन दोनों को लॉक करते हैं और फिर हम विचलन को मापने का प्रयास करते हैं धन्यवाद